हम पिछले व्याख्यान में IEEE 802154 मानक और इस मानक पर आधारित विभिन्न प्रोटोकॉल Hart ZigBee के बारे में पढ़ा इस विशेष व्याख्यान में हम एक बहुत लोकप्रिय तकनीक Z वेव के लिए उपयोगी है IEEE 802154 उन संचार प्रौद्योगिकियों पर आधारित है जिन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिनकी कम ऊर्जा वाले रेडियो संचार के लिए भी आप इस तकनीक की उपयोगिता खोजने में सक्षम होंगे ZigBee के विपरीत Z wave सरल और सस्ता है जिसका उपयोग छोटे और मध्यम श्रेणी के अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है Z वेव ISM बैंड में संचालित होता है अमेरिका से बचता है Z वेव लगभग 232 नोड्स का समर्थन करता है तो आइए हम देखें कि Z wave कैसे काम करता है अब हम बात कर रहे हैं के एक घर की जिसमें एक लिविंग रूम किए जा सकते हैं वहाँ कंट्रोलर नोड हैं नेटवर्क आईडी बहुत लोकप्रिय प्रौद्योगिकी है यह कम लागत वाली है ZigBee की तुलना में सरल प्रौद्योगिकी है और विभिन्न घरेलू और औद्योगिक स्वचालन अनुप्रयोगों में काम में ली जा सकती है उपयोग की जाने वाली रूटिंग योजना स्रोत रूटिंग भेजता है Z वे नेटवर्क में केवल स्थैतिक उपकरणों के नाम से जाना जाता है अनुप्रयोग जहां इसका उपयोग किया जा सकता है वह घर और कार्यालय स्वचालन अनुप्रयोग अब आइए एक और बहुत दिलचस्प और लोकप्रिय मानक देखें जिसे ISA 10011a के रूप में जाना जाता है जो ISA 10011 श्रृंखला से संबंधित है इसका उपयोग वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित किया गया था तो यह मानक मुख्य रूप से औद्योगिक वातावरण में स्वचालन पर केंद्रित है और जाहिर है यह मानक 802154 पर आधारित है स्लाइड्स समाधान का समर्थन करता है स्टार और मेष नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग किया गया है इसलिए बड़े पैमाने पर जटिल उद्योगों

ब्लूटूथ की स्थापना करने में मदद कर सकती है ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी है ब्लूटूथ विशेष रूप से केबलों में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं वहाँ पिकोनेट उपकरण अधिकतम 7 उपकरण तक मास्टर से जुड़ सकते हैं उदाहरण के लिए पिकोनेट 1 बनाता है ब्लूटूथ कम लागत के वायरलेस संचार में किया जाता है यह ब्लूटूथ के संस्करण के आधार पर 1 एमबीपीएस देंगे ब्लूटूथ के साथ जुड़ने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग करेंगे जोकि उपयोगकर्ता से जुड़े होते हैं RFIDs बहुत आकर्षक हैं लोकप्रिय रूप से उपयोग किए जाते हैं RFID टैग का उपयोग शॉपिंग मॉल की तुलना में line of sight के बाहर पढ़ा जा सकता है आरएफआईडी टैग से ऊर्जा दी जाती है

आरएफआईडी में किया जाता है एनएफसी तकनीक को थोड़ा दूरी पर रख सकते हैं परंतु एनएफसी उपकरण बहुत करीब रखना होता है एनएफसी डिवाइस दो प्रकार के हो सकते हैं सक्रिय नहीं सकता तो यह सक्रिय तथा निष्क्रिय अवधारणाओं के बीच का अंतर है एनएफसी उत्पन्न होगा एनएफसी मोड है

एनएफसी तो इसके साथ ही हम इस बात का अंत करते हैं हमने अलग अलग कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी पिछले व्याख्यान में IEEE 802154 से शुरू होते हुए देखें फिर हमने ZigBee Z wave ISA RFID NFC और वायरलेस Hart के बारे में चर्चा की यह कुछ संदर्भ हैं जिन्हें आप आगे विस्तार से देख सकते हैं इसके साथ हम अंत तक पहुंच गए हैं धन्यवाद